सभी को नमस्कार एनएलपी पाठ्यक्रम के लिए ट्यूटोरियल सेक्शन में आपका स्वागत है इसलिए आज हम एनएलपी सेंटीमेंट एनालिसिस में सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक के लिए एक क्लासिफायर का उपयोग कैसे करें और हम देखेंगे कैसे फीचर बनाते हैं और कैसे हम सेंटिमेंट एनालिसिस के उद्देश्य से सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्लासिफायर का निर्माण कर सकते हैं इसलिए हम अनिवार्य रूप से इस बात पर ध्यान देंगे कि हम एक नेव बेस क्लासिफायर का निर्माण कैसे कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको अन्य क्लासिफायर बनाने के लिए प्वाइंटर देंगे आपको प्रदान की जाने वाली नोटबुक में अन्य प्रकार के क्लासिफायर बनाने के लिए कोड स्निपेट होंगे मैं यहां इसकी चर्चा नहीं करूँगा तो सेंटीमेंट एनालिसिस अनिवार्य रूप से एक कार्य है जहां आपको एक दस्तावेज दिया जाता है जो एक वाक्य या वाक्यों का एक सेट हो सकता है जो आपको दिया जाता है और आपको इसे लेबल करना होगा चाहे वह पॉजिटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव सेंटीमेंट से संबंधित हो यह सबसे सरल रिप्रेजेंटेशन या एक कार्य है जिसे हम सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में सोच सकते हैं बेशक डिमांड के अनुसार कार्य की इस कंपलेक्सिटी को बढ़ाया जा सकता है या जैसे कस्टमर या यूजर की आवश्यकता के आधार पर सेंटीमेंट के अन्य स्तर हो सकते हैं जो यहां लागू हो सकते हैं इसलिए यहां हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम लगभग 5000 दस्तावेज लेंगे जो 5000 मूवी रिव्यू हैं और हम देखते हैं कि हमें उन 5000 दस्तावेजों के लिए लेबल पहले से ही उपलब्ध हैं यहां हम विभिन्न फिल्मस के बारे में 2500 नेगेटिव रिव्यू और पॉजिटिव रिव्यू पा सकते हैं अब एक बार ये उपलब्ध कराए जाने के बाद हमें एक सुपरवाइज क्लासिफायर का निर्माण करना है जहाँ हम पॉजिटिव को 1 और नेगेटिव को 0 के रूप में टैग करते हैं और फिर हम क्लासीफायर का निर्माण करते हैं इसलिए यहां प्रत्येक दस्तावेज़ आपका इनपुट है और आपके मॉडलों को समान रिप्रेजेंटेशन में प्रदान किए जाने पर एक नए दस्तावेज़ की सेंटीमेंट को प्रिडिक्ट करना होगा इसलिए हमें पहले उन दस्तावेजों में से प्रत्येक को बदलना होगा जो आपके वेक्टर प्रतिनिधित्व में एक प्रशिक्षण दस्तावेज है उस उद्देश्य के लिए हम यहां क्या करते हैं कि हम प्रत्येक पॉजिटिव और नेगेटिव दस्तावेज को एक अलग डेटा संरचना में ले जाते हैं जो मूल रूप से एक सूची है और एक बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम इनमें से प्रत्येक सेट में दिखाई देने वाले अलग अलग शब्दों को गिनते हैं हम देख सकते हैं कि यहां प्रत्येक दस्तावेज़ को एक अलग फ़ाइल के रूप में दिया गया है हम फ़ोल्डर पॉज़ या पॉज़िटिव में दी गई फ़ाइल में से प्रत्येक के माध्यम से ट्रैवस करने के लिए इनबिल्ट ओएस लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं और फिर हम कंटेंट को किसी विशेष सूची में अपेंड कर देते हैं एक बार जब हम ऐसा करते हैं कि हम काउंट टेक्स्ट नामक फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं जो मूल रूप से दस्तावेज़ में से प्रत्येक में इंडिविजुअल शब्दों को देखता है और यह गिनती या उस समय के काउंट पर भी नज़र रखता है कि यह कितनी बार आ रहा है हम इस पर एक नज़र डाल सकते हैं कि वेरिएबल नेगेटिव काउंट कैसे दिखता है यदि आप यहाँ देखते हैं नेगेटिव शब्द पाइनएप्पल कंसीडर डेरिंग वगैरह अलग काउंट में दिखाई दे रहे हैं तो हम देख सकते हैं वेस्टर्न 20 बार स्क्रीनिंग 22 बार दिखाई दे रहा है वुडन 42 बार इत्यादि इसलिए यहां हमने कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं किया है क्योंकि यह अभी तक का इलस्ट्रेटिव उद्देश्य है इसलिए इस कॉरपस में डेरिंग अलग शब्द हो सकता है क्योंकि इसके कुछ अतिरिक्त सिंबल हैं जब हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो इन सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए हम किसी भी तरह की केस फोल्डिंग या अन्य विशेष सिंबलस को हटाने का काम नहीं करते हैं लेकिन इन सभी का ध्यान रखने की जरूरत है इसलिए एक बार हमारे पास ये अलग डिक्शनरी हैं अब हम यहां क्या करते हैं कि हम यह पता लगाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव संदर्भ में एक शब्द कितनी बार दिखाई दे रहा है यह अक्सर संभव है कि इनमें से कुछ शब्द पॉजिटिव और नेगेटिव संदर्भ में प्रकट हो सकते हैं तो यहाँ बहुत ही मूल विचार यह है कि यदि कोई शब्द कम या ज्यादा दोनों सेटों में समान रूप से दिखाई देता है उनका बहुत मूल्य नहीं है यदि कोई शब्द इन सेटों में से एक में आता है तो नेगेटिव सेट के साथ जो हो रहा है उसकी तुलना में पॉजिटिव संदर्भ को कतारबद्ध किया गया है यह एक पॉजिटिव सेंटीमेंट शब्द है यदि एक शब्द की नेगेटिव सेट से संबंधित होने की संभावना है तो यह एक नेगेटिव सेंटीमेंट शब्द है यदि एक शब्द की पॉजिटिव सेट से संबंधित होने की अधिक संभावना है तो यह एक पॉजिटिव शब्द है हमारे पास यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि हम किसी विशेष शब्द की कॉरपस में पाए जाने की कुल संख्या का पता लगाएंगे और हम इसके टोटल काउंट के साथ इसकी संभावना पता लगाते हैं यदि हम देखें कि वास्तव में क्या पॉजिटिव है तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम नोशन ऑफ क्यूटनेस की धारणा को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी चीज़ के एक से दूसरे सेट में होने की अधिक संभावना हम उन्हें एक उपयुक्त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बदल देते हैं और हम यहां पाते हैं वह पॉजिटिव रिव्यू काउंट और नेगेटिव रिव्यू काउंट है वे लगभग समान है वे लगभग 2500 के आसपास हैं लेकिन अंदाजे से वे समान हैं तो हाँ हम ढूंढ सकते हैं कि संबंधित काउंट क्या है हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच भी 300 का मामूली अंतर है लेकिन हमारे पास अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ग में 2500 से अधिक दस्तावेज़ हैं तो अंदाजे से कह सकते हैं कि वे संभवत 05 के करीब हैं ऐसे दस्तावेज़ों की संख्या है जिनमें संभावित पॉजिटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव सेंटीमेंट हैं और लगभग आधे एक बार हमारे पास है कि जो मौजूद है उसे प्रत्येक शब्द की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का पता लगाना है तो ऐसा करने के लिएहमें देखते हैं यह कैसे काम करता है इसकी गणना कैसे की जाती है तो शब्द प्रिंट करें और हम काउंट का भी पता लगाएंगे ऐसा लगता है कि हमारे काम में एक छोटी सी एरर है तो इंडेंटेशन कुछ ऐसा है जो पाइथन में बहुत महत्वपूर्ण है यहां हम किसी पर्टिकुलर क्लास से संबंधित प्रत्येक शब्द की संभावना का पता लगा सकते हैं इसलिए फ़ंक्शन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि हम पहले सभी संभावित गणना करते हैं जैसे सभी शब्द नेगेटिव क्लास से संबंधित होने की संभावना तब हम पॉजिटिव क्लास से संबंधित उसी दस्तावेज़ में प्रत्येक शब्द की संभावना ढूंढते हैं तो मान लीजिए कि हमारा नया वाक्य गुड नाइस वेल और डन है हम नेगेटिव संभावना सेट के लिए नेगेटिव काउंट से संबंधित उन शब्दों की पहली संभावना की गणना करेंगे और बाद में पॉजिटिव संभावना सेट की गणना करेंगे तो अगर हम यहाँ देखें डन गुड वेल और नाइस को पहले जब वे नेगेटिव को दिए जाते हैं हमें 3003 गुना 10 की पावर माइनस 6 की तुलना में 834 गुना 10 की पावर माइनस 6 के बीच में मिल रही है इसी तरह अन्य वैल्यू के लिए भी जैसे कि अच्छे नेगेटिव में में 45 गुना 10 की पावर माइनस 5 के साथ दिखने की संभावना है जहां पॉजिटिव में गुड है और उससे अधिक है इसलिए जब हमारे पास इंडिविजुअल स्कोर होते हैं तो यह इस कोर्स के प्रोडक्ट को ले जाता है जैसा कि यहां दिखाया गया है और हम पाते हैं कि इस दस्तावेज़ के लिए पॉजिटिव स्कोर जो इस 4 शब्दों को कन्वेंस करता है 806 गुना 10 की पावर माइनस है जो नेगेटिव स्कोर की तुलना में बहुत कम है इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सेंटीमेंट के लिए रिव्यू पॉजिटिव है अब एक और वाक्य फ़ीड करते हैं जहाँ वाक्य है द मूवी वॉज जंक यूज़ लेस गुड फॉर नथिंग शिईर वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी इसलिए यह सोचने में अधिक समय नहीं लगता है कि इस दस्तावेज़ के लिए लेबल क्या होगालेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या सिस्टम यह कैप्चर कर सकता है अगर आपको लगता है कि इस विशेष दस्तावेज की सेंटीमेंट नेगेटिव है और हम देख सकते हैं कि यह पर्टिकुलर दस्तावेज इसके पॉजिटिव स्कोर और नेगेटिव अंक में बहुत बड़ा अंतर है हम देख सकते हैं कि यहां मूल्य 10 की पावर माइनस 44 के क्रम में है जबकि पॉजिटिव स्कोर 10 की पावर माइनस 47 के मूल्य पर है तो इसका मतलब है कि यह पर्टिकुलर दस्तावेज़ नेगेटिव के रूप में लेबल है और सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दस्तावेज़ों को कैप्चर करने में सक्षम है जो इन 2 परीक्षण दस्तावेज़ मामलों के लिए जारी किए गए हैं तो यह है कि हम आंतरिक रूप से मूल्यों की गणना कैसे करते हैं अब हम एक नेव बेस क्लासिफायरियर का उपयोग एक उत्पादन तैयार उद्देश्य के लिए कैसे कर सकते हैं तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हम एससीआईकिट लर्न लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं उनके पास पहले से लागू किया गया एक नेव बेस क्लासिफायर है हम जो करेंगे वह यह है कि हम इस क्लासिफायर का उपयोग उसी कार्य को करने के लिए करेंगे जो यहां दिखाया गया है लेकिन हम इसे बड़ी संख्या में टेस्ट डेटा पर परीक्षण करते हैं इसलिए सिस्टम को इनपुट देते समय हमें फिर से इसे एक सूटेबल वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बदलना होगा जिसे यह विशेष रूप से लाइब्रेरी समझती है इसलिए हम काउंट वेक्टर का उपयोग एक फ़ंक्शन के रूप में करते हैं जो मूल रूप से उस दस्तावेज़ में किसी विशेष शब्द के प्रकट होने की संख्या के संदर्भ में एक दस्तावेज़ को रिप्रेजेंट करता है और यह डिफ़ॉल्ट रूप से स्टॉप शब्दों को हटा देता है या इसके अन्य पॉसिबल फंक्शन भी हैं यह विशेष कार्य कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है जो हमारे काम को बहुत आसान बनाता है जैसे हम अक्सर मल्टी वर्ड रेंज के लिए अलग अलग मल्टी वर्ड पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास हॉट डॉग जैसा कोई शब्द है हालांकि वे अनिवार्य रूप से स्पेस से अलग हो जाते हैं हॉट डॉग नहीं होता है जब हम अलग अलग शब्दों को हॉट या डॉग को लेते हैं तो यह उस नोशन को नहीं पकड़ता है जिसे हॉट डॉग द्वारा दर्शाया गया है तो यह एक मल्टी वर्ल्ड एक्सप्रेशन माना जाता है तो इस प्रकार के एंग्राम रेंज की फंक्शनैलिटी आपको उन मल्टी वर्ल्ड एक्सप्रेशन को पकड़ने में मदद करेगी और निश्चित रूप से हमें अनावश्यक शब्दों को हटाने के लिए कुछ फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया का उपयोग करना होगा और हम दोनों ट्रेनिंग वैक्टर और टेस्ट वैक्टर को इस वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बदल देते हैं इसलिए फ़ंक्शन में फिर से एक छोटा अंतर है जिसे कहा जाता है कि हम फिट ट्रांसफार्म और ट्रांसफार्म कर रहे हैं तो फिट और ट्रांसफॉर्म वास्तव में दो अलग अलग मेथड्स हैं और यह एससीआईकिट लर्न फंक्शन फिट ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट मूल रूप से दोनों कार्यों को एक साथ करता है तो फिट में हमें पहले वोकैबलरी या यूनिक शब्द का निर्माण करना होगा और फिर हम प्रत्येक दस्तावेज़ को टेस्ट फीचर्स में उस वोकैबलरी स्पेसस् में फिट करने के लिए परिवर्तित करते हैं यदि कोई नया शब्द दिखाई दे रहा है या जिसे कहा जाता है आउट ऑफ वोकैबलरी शब्द इसे अनदेखा कर दिया जाता है और केवल उन गणनाओं को बरकरार रखा जाता है जो मूल रूप से वोकैबलरी में होती हैं एक बार हमारे पास यह है कि हम इस क्लासिफायर को चलाते हैं और हम कर्व के नीचे के क्षेत्र की गणना भी करते हैं मूल रूप से हमें फॉल्स पॉजिटिव वेट और सही पॉजिटिव वेट के बारे में बताता है तो एक बायनरी क्लासिफायरियर हमें क्लासिफायर के प्रदर्शन की पहचान करने में मदद करता है तो एससीआई किट क्लासीफायरस का एक होस्ट प्रदान करता है इसमें कई क्लासिफायर जैसे एसवीएम कर्नल मल्टीपल ऑप्शन के साथ शामिल हैं या रेंडम फॉरेस्ट जैसे सिंपल क्लासीफायर्स है तो आप किसी भी मशीन लर्निंग लेक्चर को देख सकते हैं जो प्रदान किए गए विभिन्न क्लासिफायर के क्विक जांच के लिए इन क्लासिफायर की समझ रखते हैं आप एससीआई किट लर्न ऑफिशियल दस्तावेज पर एक नज़र डाल सकते हैं तो लिंक यहाँ पहले से ही प्रदान किया गया है इसलिए यहां क्लासिफायर अनिवार्य रूप से अलग अलग क्लासिफायर प्रदान करता है और वे एक डेटा सेट पर दिखाते हैं कि यह प्रत्येक क्लासिफायर कैसा प्रदर्शन कर रहा है आप इसके अलावा इस पर एक नज़र डाल सकते हैं आप एससीआईकिट लर्न पर एक नज़र डाल सकते हैं जो आपको संबंधित क्लासीफायर खोजने में मदद करेगा या एसटीमीटर जो आपको उपयोग करना चाहिए तो यह एससीआई किट अनिवार्य रूप से सभी संभव या यह संक्षेप में बताता है कि विभिन्न एसटीमीटर क्या हैं जो एससीआई किट में उपलब्ध है और आप देख सकते हैं कि जब हम एक सुपरवाइजर अप्रोच रखते हैं हमें या तो एक क्लासिफिकेशन करना चाहिए या या जब हमारे पास है जहाँ हमें क्लासिफाई करना है या हमें किसी विशेष लेबल की भविष्यवाणी करनी है इस मामले में हम एक क्लासिफिकेशन कर रहे थे जहाँ हम भविष्यवाणी कर रहे थे कि कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है मान लीजिए कि आप किसी विशेष दस्तावेज़ में पॉजिटिव या नेगेटिव की डिग्री की भविष्यवाणी करना चाहते थे आपको समान कार्य को रिग्रेशन कार्य की तरह मॉडल करना पड़ सकता है जहाँ यह लाइब्रेरी का एक सूट या यहाँ उपलब्ध तरीकों का सूट है अनसुपरवाइज्ड डेटा के साथ काम करने के मामले में जैसे प्लास्टरिंग या उस तरह की चीजों को जिन्हें हमने डिसएंबिगुएशन शब्दों में किया है आपको इनमें से किसी एक क्लस्टरिंग ऑप्शंस पर विचार करना पड़ सकता है या आप पिछले ट्यूटोरियल में चर्चा किए गए टॉपिक मॉडल का उपयोग कर सकते हैं यह अनिवार्य रूप से क्लास को एक सेंटीमेंट एनालिसिस टूल के निर्माण के लिए सुपरवाइजर अप्रोचेस का सारांश देता है आप स्टैनफोर्ड सेंटीमेंट एनालिसिस जैसे अन्य मानक सेंटीमेंट एनालिसिस टूल को भी देख सकते हैं अगर हम अपने एक वाक्य का प्रयोग करते हैं जिसे हमने परीक्षण के लिए यहाँ उपयोग किया है यहाँ हम क्या पता लगा सकते हैं यह फिर से क्लासिक वाक्य की कम या ज्यादा नकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है तो यह मूल रूप से प्रत्येक शब्द को या तो बहुत नकारात्मक या नकारात्मक दर्शाता है और बहुत कम शब्दों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो यह इस ट्यूटोरियल का अंत है कृपया अन्य क्लासीफायर भी आज़माएँ